कूलॉम के बल के बारे में क्या और कैसे अलग अलग आवेश परस्पर प्रभाव डालते है विशेष रूप से हमने सीखा यदि एक आवेश q1 है दूसरा आवेश q2 है और उनके बीच की दूरी r12 है फिर उनके बीच का बल मान लें कि 1 पर बल 1 over 4 pi Epsilon 0 q1 q2 over r12 square के रूप में दिया गया है r12 ऋणात्मक चिन्ह के साथ यहाँ इकाई सदिश या हम इसे बेहतर लोड करते हैं 1 over 4 pi Epsilon 0 q1 q2 over r12 square सदिश r 2 से 1 तक यह r 2 से 1 तक है और इसने सभी प्रतिकर्षण और आकर्षण बलों को सम्मिलित किया है F1 14π0q1q2r122r1214π0q1q2r123r21 अब दूसरी बात जो हमने सीखी वह है कि F की 1 over r square पर इस निर्भरता की प्रयोगात्मक जाँच कैसे करे आज के व्याख्यान में हम एक नई अवधारणा का परिचय देना चाहते हैं जिसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है यद्यपि विद्युतस्थैतिक स्थिति में काम करते समय विद्युत क्षेत्र और सीधे दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलॉम के बल का विवरण दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के समान है लेकिन हम बाद में देखेंगे कि यह एक वैचारिक उन्नति है मैं इसके बारे में थोड़ी बात करता हूं आइए हम एक आवेश वितरण को देखते हैं और दूर रखे गए आवेश q पर बल लगाया जाता है और पिछली बार हमने देखा था कि q पर लगने वाला है यह बल integration dv over r minus r prime cubed charge distribution rho r prime द्वारा दिया गया है Fq4π0dVr r2ρr पिछले व्याख्यान में हमने जो सीखा है वह यह है कि आंतरिक आवेश वितरण दिया गया है आइए कहते हैं कि यह rho r prime है और मैं किसी दूरी पर आवेश q पर लगने वाले बल की गणना कर रहा हूँ तो आइए निर्देशांक पद्धति को बनाते हैं यह सदिश r पर है और यह सदिश r प्राइम द्वारा दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह सदिश r minus r prime है फिर q पर लगने वाला बल को F के रूप में दिया गया है जो 1 over 4 pi Epsilon 0 के बराबर है क्योंकि यह आवेश q है मैं एक q यहां पर लगाऊंगा समाकलन आयतन समाकल rho r prime r minus r prime over modulus r minus r prime cubed ध्यान दीजिए कि यहाँ यह राशि वास्तव में 1 over r square या आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग द्वारा 1 का विभाजन है जब मैं इसका समाकलन करता हूं जब मैं प्रत्येक छोटे वितरण यहां छोटे आवेश के कारण बल की गणना करता हूं और इसे जोड़ता हूं जो कि अध्यारोपण का सिद्धांत है जिसे हमने पहले सीखा था अब हम जो प्रश्न पूछते हैं वह यह है कि क्या मुझे बल का पता लगाने के लिए हमेशा दूसरे आवेश की आवश्यकता होती है या यह मूल आवेश वितरण ही दिक् में कुछ करता है ताकि दूसरा आवेश q बल का अनुभव कर सकें आइए हम इसे समझते हैं Fq4π0dVr r3ρrr r अब हम जो कहने जा रहे हैं वह यह कि यहाँ दिया गया आवेश वितरण rho r prime स्वयं अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जिसका अर्थ है कि यह अपने आस पास कुछ विकृत करता है यह इसके चारों ओर बहुत सारी रेखाएं बनाता है ताकि यदि मैं कहीं पर आवेश रखता हूं तो जो कुछ भी मैंने बनाया है जिसे मैं विद्युत क्षेत्र कहूंगा उसके कारण इस पर एक बल लगता है तो आवेश वितरण अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाने वाले हैं और मैं इसे r पर E सदिश द्वारा निरूपित करने जा रहा हूं ताकि जब इस क्षेत्र में आवेश q को रखा जाता है तो इस आवेश पर लगने वाले बल को q और E r के गुणनफल के रूप में दिया जाता है तो ध्यान दीजिए हम कह रहे हैं कि भले ही आवेश वहां पर नहीं है इस मूल आवेश वितरण की उपस्थिति के कारण भीतर क्षेत्र बन जाता है क्षेत्र से हमारा अर्थ है कि हर बिंदु पर हर बिंदु पर एक सदिश है हर बिंदु पर एक निश्चित दिशा में एक सदिश है और जब मैं इस पर अतिरिक्त आवेश रखता हूं तो यह एक बल बनाता है FqE अब जहाँ तक q पर लगने वाले बल की गणना करने का संबंध है चाहे मैं क्षेत्र के संदर्भ में सोचता हूँ या मैं इस संदर्भ में सोचता हूँ कि जब यह आवेश लगाया जाता है क्या कोई बल होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर मैं एक क्षेत्र रूपी विचार को क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं क्या यह असली है क्या मैं वास्तव में जांच कर सकता हूं कि यदि कोई आवेश वितरण है तो वह अपने चारों ओर क्षेत्र को बनाता है हम अपने पाठ्यक्रम में बाद में देखेंगे कि यह एक वास्तविक राशि है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम है तो यह एक वास्तविक वास्तविक इकाई है इसलिए अब से हम आवेश वितरण द्वारा उत्पादित विद्युत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि वास्तव में यही एक भौतिक राशि है और बाद में हम यह देखेंगे कि वास्तव में अब आप एक जगह से दूसरे जगह पर जानकारी ले जाते हैं या यह दिए गए आवेश के लिए उस पर बल लगाता है तो अब हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वह विद्युत क्षेत्र है जैसा कि मैंने अभी कहा कि r पर किसी भी दिए गए क्षेत्र E के लिए वहां रखे गए आवेश q पर लगने वाला बल q और इस E r का गुणनफल होगा FqE इसका अर्थ है कि परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र और कुछ नहीं बल्कि प्रति इकाई आवेश बल है दिशा और परिमाण दोनों ही बल प्रति इकाई आवेश के बराबर होते हैं इसलिए यह वह तरीका है जिससे मैं इसे गणितीय रूप से परिभाषित कर रहा हूं लेकिन वैचारिक रूप से यह अग्रिम है जैसा कि मैंने कहा जो हम वास्तव में सुझाव दे रहे हैं एक आवेश वितरण q दिया गया है यह अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना रहा है इसलिए यह जिसे मैं विद्युत क्षेत्र कह रहा हूं और यह दिशा है और एक इकाई आवेश पर बल द्वारा दिया जाता है तो इसके चारों ओर कुछ मौजूद है जिसे मैं विद्युत क्षेत्र कह रहा हूं और इसकी दिशा और परिमाण इकाई आवेश पर लगने वाले बल द्वारा दिया जाता है तो आइए देखते हैं इसलिए दिए गए आवेश की इस वितरण के कारण परिभाषा द्वारा बिंदु r पर विद्युत क्षेत्र 1 over 4 pi Epsilon 0 rho r prime over r minus r prime cubed times vector r minus r prime का इस आयतन पर समाकलन होगा Fq4π0dVr r3ρrr r आइए हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं हम इसे मूल बिंदु के रूप में ले रहे हैं मैं एक बिंदु r पर क्षेत्र की गणना कर रहा हूं यहां पर इस आवेश वितरण के कारण और यहाँ इस छोटे आयतन के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी r minus r prime पर दिया जाता है यह 1 over 4 pi Epsilon 0 dv rho r prime over r minus r prime cubed times r minus r prime द्वारा दिया जाता है और इस संपूर्ण आवेश वितरण के कारण मैंने अभी सभी का समाकलन किया है यह अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा विद्युत क्षेत्र बन जाता है उदाहरण के लिएयदि मैं कहिए किसी पोजिशन सदिश R पर एक बिंदु आवेश लेता हूं फिर विद्युत क्षेत्र E किसी अन्य स्थान r पर 1 over 4 pi Epsilon 0 के बराबर होगा यह यहाँ से यहाँ तक प्रभावी है यह r ऋण R होगा q over r minus R cubed r minus R हो रहा है और जिस तरह से यह दिखेगा मैं इन सभी रेखाओं को दूसरे रंग से बनाऊंगा इस बिंदु आवेश से दूर जाने वाली यह रेखाएं इस तरह से मैं इन्हें निरूपित करूंगा तो ध्यान दीजिए कि वह क्षेत्र हर जगह मौजूद है क्योंकि दिया गया इकाई आवेश या दिया गया कोई भी आवेश बिंदु आवेश के आसपास कहीं भी एक बल का अनुभव करेगा तो परिभाषा के अनुसार क्षेत्र हर जगह मौजूद है लेकिन यह क्षेत्र का वहां होना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वहां पर आवेश है या नहीं यहां तक की हम किसी बल का अनुभव नहीं करते हैं लेकिन यह आवेश स्वयं क्षेत्र बना रहा है आइए हम एक रेखीय आवेश को देखते हैं आप पिछले व्याख्यान जानते हैं हमने लैम्बडा प्रति इकाई लंबाई के रेखीय आवेश को देखा था और हमने जो देखा था वह यह है कि यह इसके चारों ओर इस तरह एक क्षेत्र बनाता है तो इसके चारों ओर कहीं भी मैं एक आवेश को रखता हूं वह एक बल का अनुभव करेगा यदि मैं इसे ऊपर से देखता हूं आइए हम इसे ऊपर से देखते हैं यह रेखीय आवेश है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रेखाएँ निकलती जाती हैं क्षेत्र का परिमाण छोटा हो जाता है कभी कभी इसे छोटे तीर बनाकर इंगित करते हैं जैसे जैसे हम और दूर जाते है वैसे वैसे तीर और भी छोटे होते जाते हैं इसलिए इन चित्रों को बनाकर जो मैं आपको आभास करवा रहा हूं वह यह है कि किसी दिए गए आवेश के आसपास कुछ मौजूद है और इसको ही मैं यही मैं विद्युत क्षेत्र कहूंगा और आपने यह भी देखा कि किसी दिए गए आवेश वितरण से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है क्षेत्रो के अन्य उदाहरण मुझे उनके बारे में बस थोड़ी सी बात करने दीजिए ताकि आपको इसके बारे में आभास हो क्षेत्रों के अन्य उदाहरण एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण जिससे आप परिचित हैं गुरुत्वीय क्षेत्र हैजिसमें मैं कह सकता हूं कि यदि वहां कोई द्रव्यमान है तो यह उसके चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र बनाता है इसलिए कुछ मौजूद है तो गुरुत्वीय क्षेत्र मौजूद है क्योंकि यदि वहां कहीं पर द्रव्यमान है और यहां किसी अन्य द्रव्यमान को रखा गया है यह एक बल F सदिश का अनुभव करता है जिसका परिमाण इस m और इस गुरुत्वीय क्षेत्र के गुणनफल द्वारा दिया जाता है जिसे हम g गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं क्षेत्र का एक और उदाहरण जो होगा मान लीजिए कि वहां द्रव प्रवाहित हो रहा है और मैं यह देखने का प्रयास करता हूं कि इस द्रव का वेग कैसे बदल रहा है यह यहां पर एक पानी के नल से निकल सकता है और द्रव इस तरह से प्रवाहित हो सकता है तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर पाइप से प्रवाहित होने वाले इस पानी से जुड़ा एक अलग वेग है स्पष्ट रूप से प्रत्येक इस तरह प्रक्षेपवक्र का पालन करता है लेकिन वहाँ प्रत्येक बिंदु पर एक वेग है मैं कह सकता हूं कि एक वेग क्षेत्र है मैं यह भी पूछ सकता हूं कि प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय यहां किसी भी पार अनुभाग या यहां पार अनुभाग द्वारा प्रवाहित द्रव्यमान क्या है और यह वही है जिसे धारा कहा जाता है जो मुझे प्रवाह की दिशा के साथ साथ उस प्रवाहित द्रव्य की मात्रा देती है तो यह धारा j r भी एक क्षेत्र है जो हर जगह मौजूद है यह एक सदिश राशि है तो ये क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं मैंने दो उदाहरणों में दिया है कि दो अलग अलग आवेशों के चारो ओर विद्युत क्षेत्र कैसा दिखता है